विद्युत चुंबकीय तरंगो का कुचालक सतह से परावर्तन पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि जब एक यांत्रिक तरंग एक तार पर आती और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरा माध्यम दूसरे तार की तरह व्यवहार करता है ताकि वहां एक सतह हो वहां परावर्तन हो इसी प्रकार अब हम यह देखने जा रहे हैं कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर गिरती है तो वहां परावर्तन होता है हम शुरुआत में ही यह मान लेते हैं कि यहां एक परावर्तित तरंग है यहां एक आपतित तरंग है और एक संचारित तरंग है हम देखते हैं एक तरफ एक माध्यम का परावैद्युतांक1 है और दूसरी तरफ परावैद्युतांक2 है और इन दोनों को अचुंबकीय लेते हैं ताकि उनकी पारगम्यता समान ही 𝝁0 रहे जब तरंग बाई तरफ से आती है चलिए इसका E क्षेत्र को लाल तीर के द्वारा दिखाया गया है और क्योंकि E x B मुझे प्रसार की दिशा देगा मैं आपको B क्षेत्र को हरे रंग के द्वारा इस दिशा में दिखा रहा हूं तो यह B क्षेत्र और E क्षेत्र उस पर दिखाया गया है दूसरी तरफ जब यह परावर्तित हो जाता है मान लीजिए मैं E को आपतित तरंग की ही दिशा में लेता हूं तब E x B मुझे प्रसार की दिशा देना चाहिए और इसलिएअब परावर्तित B क्षेत्र दूसरी तरफ होगा इसलिए यह BR है हम पहले वाले को BIइसे EI और इसे ERकहते हैं ठीक उसी समय पर संचारित तरंग में ETहोगा और यह भी आपतित तरंग की ही समान दिशा में जाएगा यहां आपकाBI हैBT यहां उसी दिशा में दिखाया गया है जिसमें BIहै तोअब हमने सतह पर जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं वह निश्चित कर लिए हैं और अब हमें परिसीमा प्रतिबंध लागू करने की जरूरत है परिसीमा प्रतिबंध है E दोनों तरफ समान है यह स्टोक्स प्रमेय से आता है यदि मैं इस सतह की तरफ देखता हूं और यहां एक बहुत छोटा घेरालूप बनाता हैतो E क्षेत्र इस तरफ इस प्रकार से होगा तब Edl कर्ल Eda के समाकलन के बराबर होगा यहां कर्ल E और कुछ नहीं बल्कि x da हैबाई तरफ E है मैं बाई तरफ EI ERलिखता हूं क्योंकि हम लूप में दो विपरीत दिशा में जा रहे हैं हालांकि जैसे जैसे हम लूप को छोटा करते हैं हम लाल रंग के भाग को लगभग आकार में जीरो चौड़ाई का कर देते हैं तब दाएं तरफ 0 हो जाता है और तब बाई तरफ का E दाएं तरफ के E के बराबर होना चाहिए E दोनों तरफ समान है और यह मुझे पहला समीकरण देती है जो है EI ERET समीकरण अब मैं वापस पुरानी समीकरण का उल्लेख करता हूं जो मैंने तार के लिए प्राप्त की थी वह है YI YRYT यह उसी के समान है इसी प्रकार B दोनों तरफ समान होगा ऐसा इसलिए की पुनः हम स्टोक्स प्रमेय का पालन करेंगे क्योंकि यदि अब मैं इस तरह B के समानांतर एक लूप लेता हूं तबBdl curl Bda के बराबर होगा जो वन बाय समय के साथ विस्थापन Dda के बराबर होगा क्योंकि क्षेत्र 0 लिया गया है इसलिए यह 0 हो जाएगा और बाएं हाथ की तरफ से Bdl भी जीरो हो जाएगा और यह पुनः विद्युत क्षेत्र की तरह यह आरगुमेंट देगा कि B दोनों तरफ समान होना चाहिए EI ERET तो इस सतह पर मेरे पास ETऔर ERहै और मेरे पास BIBRऔर BTहै मेरे पास दो समीकरण है EIERET समीकरण और दूसरा समीकरण है BI और BR दूसरी दिशा में है BR BT यह समीकरण है परंतु मैं विद्युत चुंबकीय सिद्धांत से यह जानता हूं किBI और कुछ नहीं बल्कि EIv1है उसी माध्यम में BR और कुछ नहीं बल्किERv1 है यह उस माध्यम में ETv2 के समान होना चाहिए BI BR BTEIv1 ERv1 ETv2 आप थोड़ा असहज हो रहे होंगे क्योंकि मैंने यह समीकरण माध्यम में तरंग के लिए नहीं की है परंतु संबंध समान है और यह बहुत आसानी से मैक्सवेल के समीकरण लिख कर प्राप्त किया जा सकता है जिनके लिए माध्यम है मुझे पूर्णता के लिए यहां पास में लिखने दीजिए डायवर्जेंस D शून्य के बराबर होगा और किसी भी आवेश की अनुपस्थिति में कर्ल E dbdt के जैसा ही रहेगा यहां पर कोई स्वतंत्र धारा नहीं है जो भी आ रहा है वह विस्थापन धारा से ही आ रहा है इसलिए कर्ल B 0होगा 0 dbdt और डायवर्जेंस B शून्य होगा अब यदि पुनः इस संबंध में जोड़ तोड़ की जाए तो B Ev और इससे तुरंत हम लिख सकते हैं v2v1ET यह मेरा समीकरण 2 है मुझे 2 समीकरण दो अज्ञात ETERमिले हैं और मैं इनके लिए हल निकाल सकता हूं समीकरण 1 को v1 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में से घटाने पर मुझे मिलेगा v1 v2EI v1v2ER0 और इससे मुझे ER मिलेगा जो है ERv2 v1v2v1EI यह दो माध्यमों में वेग के रूप में ठीक वही संबंध है जैसा की तार के लिए था और इसी प्रकार ETहोगा ET EI ERइसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं ET 2v2v2v1E1 या ERv2 v1v2v1E1 ET EI ER2v2v2v1E1 इसलिए इस माध्यम में जहां एक तरफ 1 है और दूसरी तरफ 2 है और इसलिए यहां कुछ परावर्तन और संचारण होगा क्योंकि आपतित तरंग पूरी तरह संचारित नहीं होती है और हमें ER मिलती है यह थी ERv2 v1v2v1EI और ETहोगी ET2v2v2v1E1यह दोनों संबंध तरंग को तार पर लेने पर जो संबंध प्राप्त हुए थे उनसे काफी समानता रखते हैं ध्यान दें कि यदि v2v1से कम है तो यह बताता है कि ERऔरEIविपरीत चिन्ह के होंगे अर्थात यह दिशा को बताता है या यहां फेस बदलता है चलिए अब इन समीकरणों का अपवर्तक सूचकांक के रूप में अनुवाद करते हैं अब मैं जानता हूं की vcnऔर इसलिए ER होगा ERn1 n2n1n2E1और ETहोगाET2n1n1n2E1 अब आप ध्यान दें कि यदि n2जो दूसरे माध्यम में है यदि उसका अपवर्तक सूचकांक पहले माध्यम से ज्यादा है तो परावर्तक तरंग का फेस बदल जाता है यह आपको आपकी 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ाया गया है परंतु अब हम देखते हैं कि यह मूलतः विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पर परिसीमा प्रतिबंध से आता है ERn1 n2n1n2E1 ET2n1n1n2E1 ऊर्जा संचरण के बारे में क्या तो यह तरंग आती है यह संचारित होती है और यह परावर्तित हो जाती है मेरे पास पॉइंटिंग वेक्टर Sincident होना चाहिए जो कि परावर्तित ऊर्जा और संचारित ऊर्जा के योग के बराबर हो Sincident Sreflected Stransmitted यहां Sincident12v1uIहोगा और यह 12v1uR 12v2uT इसके बराबर होना चाहिए जो कि वास्तव में ऊर्जा प्रवाह है दोनों तरफ से ½ को हटा देंगे और यह होगा v11EI2 तथा दाईं तरफ v11ER2 v22ET2 चलिए देखते हैं यदि यह सच है दाएं तरफ की गणना करते हैं दाईं तरफ है v11ER2 v22ET2जो कि v11 v2 v12v2 v12 v224v22v2 v12EI2 के बराबर है अब क्योंकि मैं जानता हूं कि v10 हैअपने दिमाग में रखिएगा की समान है और इसलिए v2 दोनों ही माध्यमों के लिए 10 होगा Sincident Sreflected Stransmitted 12v1uI 12v1uR 12v2uT v11EI2 v11ER2 v22ET2 v11ER2 v22ET2v11 v2 v12v2 v12 v224v22v2 v12 EI2 v10 और इसलिए मैं इस सब को इस तरह से लिख सकता हूं कि v11 v2 v12v2 v12 v224v22v2 v12 10v1v2 v12v2 v12104v22v2 v12 होगा अब इसे हल करने के लिए हम 10v1 1v2 v12बाहर ले लेंगे यह और कुछ नहीं बल्कि v2 v12 है अंदर हमें मिलेगा यह इसे रद्द कर देगा और इसे हल करने पर मुझे 10v1 मिलेगा तो इन सब को जोड़ने पर मुझे 10v1EI2मिलेगा जो कि और कुछ नहीं बल्कि v11 के बराबर है यह आसानी से देखा जा सकता है इसलिए हम देखते हैं कि हमारे आयाम इस प्रकार होते हैं कि वह ऊर्जा संरक्षण को भी पूरा करते हैं इस व्याख्यान में मैंने आपको परिसीमा प्रतिबंध के द्वारा यह समझाने की कोशिश की हैं कि जब एक विद्युत चुंबकीय तरंग आती है तब वह संचारित भी होती है और परावर्तित भी होती है संचारित और परावर्तित विद्युत क्षेत्र के अनुपात की भी गणना की गई है और आपको उनके द्वारा उर्जा संरक्षण भी बताया गया है v11 v2 v12v2 v12 v224v22v2 v1210v1v2 v12v2 v12104v22v2 v12 10v1 10v1EI2v11